इस व्याख्यान में अब हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम वर्णक्रम की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के अनुप्रयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर प्रतिरूप मॉडल कहा जाता है पहले मैं समझाता हूँ कि स्पेक्ट्रम से हमारा क्या मतलब है और उसके लिए मैं आपको विकिपीडिया से लिया गया एक चित्र दिखाऊंगा तो विकिपीडिया से चित्र लें और इसका यहाँ आभार प्रकट करें तो जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो यह ऐसा दिखने वाला है तो मैं ऊपरी हिस्से की व्याख्या करता हूँ यहाँ मैं इसे लाल रंग से दिखा रहा हूँ हरा तीर उत्सर्जित वर्णक्रम है तो आप रेखा देखते हैं यहां लाल रंग की एक रेखा एक हरी रेखा और कुछ अन्य रेखाएं है निचला भाग अवशोषण वर्णक्रम है जहां आप देखते हैं कि कुछ तरंगदैर्ध्य गायब हैं और यही वह जगह है जहां से प्रकाश के गुजरने पर गैस ने इन विशेष रंगों को अवशोषित कर लिया है यह जो कुछ भी अवशोषित करता है उसी तरह की रेखा उसी तरह की आवृत्ति जो कुछ भी अवशोषित करता है वही तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित होने पर उत्सर्जित करता है और यहां जो दिखाता है वह तीव्रता है यहां ऊंचाई तीव्रता देती है और यहां की स्थिति यह तरंगदैर्ध्य देती है तो हम यहां जो देख रहे हैं वह यह है कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन गैस से निकलने वाले प्रकाश को लेता हूँ जब वह उत्तेजित है और विशेष तरंगदैर्ध्य की तीव्रता को मापता हूँ तो मुझे कुछ तरंगदैर्ध्य निकलते हुए दिखाई देंगे उदाहरण के लिए इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मुझे एक तरंगदैर्ध्य दिखाई देता है जो लाल रंग से मेल खाता है और इसी तरह और अवशोषण स्पेक्ट्रम में यदि मैं प्रकाश को उन्हीं स्थानों से गुजरने देता हूँ जहां से कण तरंगदैर्ध्य आ रहे हैं यहाँ एक अवशोषण है यह स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है तो मैं अब यह दिखाना चाहता हूँ कि यह स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है और उसके लिए मैं प्रतीकात्मक रूप से आपको यह चित्र दिखाता हूँ कि प्रकाश कहां से आ रहा है यह एक विसर्जक नली है जहां विद्युत् विसर्जन किया जाता है ताकि परमाणु उत्तेजित हो जाएं और प्रकाश बाहर आ जाए प्रकाश को एक स्लिट के माध्यम से लिया जाता है तो यह प्रकाश सभी दिशाओं में निकल रहा है यहाँ मैं इसे सभी दिशाओं में नीले रंग से बनाता हूँ और यहाँ एक स्लिट है जिससे वह बाहर आता है और फिर प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारते है यहाँ एक प्रिज्म है प्रिज्म क्या करता है प्रिज्म सभी रेखाओं को सभी तरंगदैर्ध्यों को विभक्त कर देता है तो लाल रंग यहाँ आता है हरा यहाँ जाता है तो निकलने वाले प्रकाश की सभी तरंगदैर्ध्यों को इस प्रिज्म द्वारा अलग किया जाता है और इसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया जाता है जिससे एक स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो जो मैंने आपको पहले दिखाया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन से निकलने वाला प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरा था तो किसी ने इन अलग अलग रंगों को देखा अलग अलग तरंगदैर्ध्यों को इस तरह से आप जानते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में केवल ये तरंगदैर्ध्य आते हैं उसी तरंगदैर्ध्य के तहत जब आप प्रकाश को समान तरंगदैर्ध्य पर गैस से गुजरने देते हैं तो प्रकाश अवशोषित हो जाता है और इसलिए वह स्पेक्ट्रम से गायब था जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब प्रकाश गैस से होकर गुजरता था और फिर से प्रिज्म के द्वारा कुछ तरंगदैर्ध्य से गुजरता था इसलिए गायब है इन्हें यहां दिखाया गया है मैं उन्हें फिर से दिखा रहा हूँ इन्हें यहां दिखाया गया था वे गायब थे और ये अवशोषण रेखाएं हैं तो एक ही तरंगदैर्ध्य पर यह एक ही तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश देता है यह प्रकाश को अवशोषित करता है ठीक है और इसे ही समझाया जाना था ऐसा क्यों है कि केवल कुछ तरंगदैर्ध्य ही अवशोषित होते हैं ऐसा क्यों है कि केवल कुछ तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित होते हैं और इसके लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोहर मॉडल दिया गया था तो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बोहर मॉडल उन्होंने जो कहा वह यह है कि एक परमाणु में एक हाइड्रोजन परमाणु है यह एक प्रोटॉन है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहा है और वे शास्त्रीय नियम का पालन करते हैं इसका अर्थ है यदि मुझे अभिकेन्द्र बल mv2r लेना है तो यह e240r के बराबर होना चाहिए जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है e mod e इलेक्ट्रॉन का आवेश है r इस कक्षा की त्रिज्या है और 4 0 उस 9×109 को दर्शाता है v इलेक्ट्रॉन का वेग है और यह आपको mv2re240 देता है जो कि समीकरण 1 है बोहर के मॉडल के बारे में नाटकीय क्या था यह चिरसम्मत भौतिकी है कुछ भी नया नहीं है जो नाटकीय है वह कोणीय संवेग का क्वांटीकरण था तो बोहर के मॉडल के बारे में नाटकीय कोणीय संवेग का क्वांटीकरण था तो बोहर ने जो कहा यहाँ यह प्रोटॉन है यहाँ यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यह त्रिज्या r है तो पहला नियम बहुत स्पष्ट था mv2re240 कोणीय संवेग मनमाना कोणीय संवेग नहीं हो सकता है या mvr जो इस कक्षा के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के बराबर है केवल वे मान ले सकते हैं जो ℏ के पूर्ण गुणज हैं मुझे ℏh2 लिखने दें जहाँ h प्लैंक स्थिरांक Planck's constant है और n एक पूर्णांक है इसलिए वे इस क्वांटम विचार को परमाणु शासन क्षेत्र में लायें और उन्होंने कहा कि जैसे एक दोलक ऊर्जा के स्वच्छे मानों को नहीं ले सकता है यह hν के क्वांटा में होना चाहिए हाइड्रोजन परमाणु के चारों और घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग केवल ℏ के गुणकों में हो सकता है मैं यह टिप्पणी करना चाहता हूँ कि पहला इसमें एक प्रोटॉन अन्नंत रूप में भारी माना गया है दूसरा मॉडल को परमाणुओं के आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है इसका अर्थ है कि He Li Be और इसी तरह जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है यह एक ऐसी टिप्पणी है जिसके बारे में बाद में बात की जाएगी लेकिन फिलहाल के लिए यही है तो बोहर मॉडल के अनुसार मेरे पास mv2re240 है यह समीकरण 1 है और mvrn2 समीकरण 2 यदि मैं 1 को 2 से विभाजित करता हूँ तो मुझे ve240n मिलता है तो प्रत्येक कक्षा में वेग 1n है और त्रिज्या तो मैं इसे vn कहता हूँ उपरोक्त समीकरण 2 से त्रिज्या rn nmr होने जा रही है और यह n2240e2n2 होने जा रहा है और इसलिए निकाय की ऊर्जा n पर निर्भर करती है जो कि En के बराबर होने जा रही है जो n वी कक्षा में e240rn 12mvn2 के बराबर होने जा रहा है जो गतिज ऊर्जा है और वह बाहर आ जाएगा चलिये संख्याओं को e240 में प्रतिस्थापित करतें हैं 1rn e240n2212mvn2 होने जा रहा है जो बराबर है यहाँ एक m होना चाहिए यह mv होना चाहिए तो वहां En के साथ m2 होना चाहिए और यहाँ 12vn2 होना चाहिए जो कुछ नहीं बल्कि e4402n22 है यही ऊर्जा है और अगर आप इसे इकट्ठा करते हैं तो यह En me4402n22 आता है इसलिए यह 1n2 के समानुपाती है आइए हम इसके मान की जल्दी से गणना करें तो यह 1291×10 3116×16×16×16×10 76 81×101810 68 होने वाला है और वह लगभग 136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो En 136n2 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ मुझे स्पष्ट करने दें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16×10 19 जूल है और यह जूल में है तो यह हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और फिर तीसरी बात जो बोहर ने कही है वह यह है कि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अलग अलग होती है जैसे 136 eV 1364 eV 1369 eV मैंने इन दूरियों को मोटे तौर पर बराबर दिखाया है लेकिन वास्तव में जैसे जैसे आप उच्च और उच्च स्तरों पर जाते हैं ये कम होती जाती हैं तो मुझे वास्तव में 136 1364 1369 13616 और इसी तरह बनाना प्लॉटिंग करनी चाहिए वे पास पास और पास पास और पास पास आते हैं तो 136 eV 1364 eV और इसी तरह उन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं वे एक फोटॉन उत्सर्जित करते हैं तो बोहर ने जो कहा यह है कि जब तो ये वे स्तर हैं जब एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से निचले स्तर पर कूदता है यह आवृत्ति के एक फोटॉन का उत्सर्जन करता है तो यह hν जो कि ऊर्जा Em Enके बराबर होने जा रही है जब m से n पर कूदा जाता है तो मान लीजिए कि यह स्तर m है यह स्तर n है और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कूदता है यह एक आवृत्ति देता है जो कि Em Enh है और जब यह ऊर्जा अवशोषित करता है तो विपरीत प्रक्रिया होती है बिल्कुल समान आवृत्ति Em Enh देखी जा रही है तो वे आवृत्तियाँ समान होने जा रही है और उनके मान बहुत विशिष्ट होने वाले हैं इसे कभी कभी आवृत्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है यह cλ है जो Em Enh होने वाला है और इसलिए 1 1hcEm En होने जा रहा है कभी कभी इसे Rydberg स्थिरांक 1m2 1n2 के रूप में लिखा जाता है और यह एक धनात्मक चिन्ह है यह इस तरह ऋणात्मक होने जा रहा है ठीक है तो 1 R 1m21n2 के रूप में सामने आता है जब m से n पर संक्रमण किया जाता है और यह समझाया गया है कि स्पेक्ट्रम विवक्त क्यों था और यह बोहर मॉडल की एक सफलता थी तो आइए हम यह कहें कि आवृत्तियों या देखे गए तरंगदैर्ध्य समान रूप से मेल खाते हैं इसलिए हम क्वांटम सिद्धांत को विकसित करते हैं इसे ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या करने के लिए लागू किया जाता है और अब इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए लागू किया जाना चाहिए अब इसे लागू करने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिद्धांत को समझाने के लिए सही होना चाहिए ठीक है अब मैं सिर्फ दो बिंदु बनाना चाहता हूँ पहला बिंदु हमने इस केस में नाभिक के लिए आवेश e लिया है तो मेरी ऊर्जा e4 के समानुपाती थी यदि नाभिक में आवेश Z e है इसका मतलब है Z 2 He के लिए Z 3 Li के लिए और इसी तरह तो E Z2e4 के समानुपाती होगा तो En तब 136 Z2n2 eV आता है जो कि बिंदु संख्या एक है बिंदु संख्या दो हमने माना कि नाभिक का द्रव्यमान अनंत है सामान्य रूप में नाभिक का द्रव्यमान अनंत नहीं होता है लेकिन Mn उस केस में Me इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान को समानीत द्रव्यमान से बदल दिया जाता है जो कि MeMnMeMn है और इसके निष्कर्ष हैं क्या निष्कर्ष हैं मान लीजिए मैं समस्थानिक लेता हूँ आइए हम हाइड्रोजन के समस्थानिक कहें जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हैं जिसमें 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन होता है ट्रिटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन होता हैं तो नाभिकीय आवेश अभी भी 1 है लेकिन यहाँ अधिक न्यूट्रॉन हैं और इसलिए द्रव्यमान परिवर्तन होता है और यह समानीत द्रव्यमान MeMprotonMeMproton रखता है यह समानीत द्रव्यमान MeMprotonMneutronMeMprotonMneutron हो जाएगा और इसका कुछ अन्य समानीत द्रव्यमान होगा और यह स्पेक्ट्रम को प्रभावित करेगा क्योंकि ऊर्जा µ म्यू के समानुपाती है वैसे यह µ या समानीत द्रव्यमान को निरूपित करता है और इसलिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर होगा और इसलिए स्पेक्ट्रम थोड़ा बदल जाएगा और वह होगा तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए तरंगदैर्ध्य थोड़े अलग होने जा रहे हैं और वास्तव में इसी तरह से ड्यूटेरियम की खोज की गई थी यदि ड्यूटेरियम में मात्रा बहुत कम है तो रेखा की प्रचंडता या रेखा की तीव्रता बहुत कम होने वाली है लेकिन यह वहां होने वाली है तो इस बात को ध्यान में रखें कि 2 चीजें अगर हमारे पास है हाइड्रोजन जैसे आयन हैं जहां Z उच्च ऊर्जा है जो Z2 के रूप में ऊपर जाती है और ऊर्जा भी नाभिक द्रव्यमान पर निर्भर करती है तो इस व्याख्यान का निष्कर्ष है कि बोहर मॉडल हाइड्रोजन के लिए लैम्ब्डा की व्याख्या करता है हालाँकि मुझे यह बताना चाहिए कि इसे उन निकायों पर लागू नहीं किया जा सकता है जिनमें कोणीय संवेग नहीं होता है उदाहरण के लिए मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ देता हूँ मान लीजिए कि एक कण है जो 1D में सरल हार्मोनिक गति कर रहा है मैं इस पर बोहर मॉडल कैसे लागू करूं संख्या 3 यह विकिरण की तीव्रता नहीं देता है इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए कि बोहर मॉडल सही दिशा में एक कदम था इसने क्वांटम सिद्धांत को लागू किया और यह समझा सकता है कि केवल कुछ तरंगदैर्ध्य क्यों देखे जाते हैं हालांकि और भी बहुत कुछ किया जाना था जिसे नहीं समझाया गया है इसने आपको यह नहीं बताया कि उदाहरण के लिए एक विमीय गति को या अन्य निकायों को कैसे क्वांटीकृत करना है और यह तीव्रता नहीं देता है तो यह क्वांटम सिद्धांत का निर्माण था अगले सप्ताह मैं बोहर मॉडल का सामान्यीकरण करने जा रहा हूँ ताकि इसे अन्य निकायों पर भी लागू किया जा सके और इसे विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटिकरण के रूप में जाना जाता है जो अगले सप्ताह होने जा रहा है धन्यवाद